रासबेरी पाई के साथ IoT के इस इम्प्लीमेंटेशन के तीसरे भाग में नमस्कार हम उन दो विषयों पर चर्चा करेंगे जिन्हें हमने पिछले दो व्याख्यानों में वर्णित किया है जो कि रासबेरी पाई के साथ सेंसर का एकीकरण है फिर पिछले व्याख्यान में सेंसर रासबेरी पाई का एकीकरण और रासबेरी पाई को क्लाइंट डिवाइस के रूप में रासबेरी पाई को कॉन्फ़िगर करने और हम एक अन्य डेस्कटॉप पीसी को सर्वर डिवाइस के रूप में कॉन्फ़िगर करते हैं और हम इस क्लाइंट और सर्वर के बीच संचार शुरू करते हैं और हम डेटा का स्टोरेज भी शुरू करते हैं जब डेटा को सर्वर पर अपलोड किया जा रहा है और तीसरे भाग में हम इसके अलावा उन पिछले अनुप्रयोगों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो सर्वर साइड पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो एक बार डेटा आ चुके हैं जो डेटा के साथ वास्तव में किया जा सकता है इसलिए जैसा कि हमने पहले कवर किया है हम मुख्य रूप से जुड़े उपकरणों के एक नेटवर्क का उपयोग करके एक इंटरैक्टिव वातावरण बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और जो डेटा लॉगिंग किया जा रहा है वह रिमोट है जो एक नेटवर्क से जुड़ा है और डेटा क्लाइंट पक्ष पर संसाधित किया जा सकता है और साथ ही इसे सर्वर साइड पर भी संसाधित किया जा सकता है सिस्टम अवलोकन से गुजरने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम पहले रासबेरी पाई बोर्ड से जुड़े तापमान और आर्द्रता सेंसर के नेटवर्क के साथ शुरू करेंगे इस प्रदर्शन के लिए हमने केवल एक सेंसर को एक ही रासबेरी पाई से जोड़ा है हम इसे नेटवर्क पर रिमोट सर्वर पर भेजते हैं सर्वर पर डेटा प्राप्त करते हैं तब तक इस भाग को हमने अपने पिछले व्याख्यानों में शामिल कर लिया है हम इन सभी चीजों को कर रहे हैं और उसके बाद हम उस डेटा को विभाजित करेंगे जिसे हमने डेटा लॉग में सहेजा है और सर्वर में आने वाले डेटा का रनिंग प्लॉट बनाने का प्रयास करेंगे तो इस रनिंग प्लॉट के बारे में कल्पना करें कि आपके डिवाइस आपके पास शहर में फैले उपकरणों का एक नेटवर्क है और जो एक रिमोट सर्वर पर डेटा अपलोड कर रहे हैं और इसके बजाय एक स्थानीय सर्वर पर स्क्रिप्ट चला रहे हैं यदि इसे इंटरनेट पर होस्ट किया जा सकता है तो आप अपने सेंसर रीडिंग सेंसर डेटा का उपयोग करने में सक्षम होंगे जो आप दुनिया के किसी भी हिस्से से रिमोट रूप से एक्चुएटर सेंसर या एक्चुएटर या IoT नोड में सक्षम हो सकते हैं और आप परिवर्तनों के बारे में कल्पना कर सकते हैं किसी विशेष क्षेत्र में वातावरण जिसमें इंटरनेट के माध्यम से या एक ब्राउज़र के माध्यम से पूरे सिस्टम को एक्सेस करके नोड को तैनात किया जाता है तो फिर से इस विषय पर इस रिमोट डेटा लॉगिंग के लिए हम DHT सेंसर और रासबेरी पाई का उपयोग करेंगे पिन कॉन्फ़िगरेशन पिन एक को पावर पिन चार से ग्राउंड से जोड़ा गया है और पिन 2 डेटा पिन से जुड़ा है रासबेरी पाई इंटरफ़ेस उसी प्रकार है केवल परिवर्तन यह है कि DHT का पिन 2 रासबेरी पाई के 11 पिन से जुड़ा है इसलिए हमारे पास पहले से ही इस DHT सेंसर के लिए ऐडाफ्रूट पायथन लाइब्रेरी है और हमारे पास पिछले व्याख्यान में कवर किए गए सभी लाइब्रेरी हैं कोड भी पिछले व्याख्यानों के समान है तो बाईं ओर आप देख सकते हैं कि यह IOTSRpy फ़ाइल के लिए एक स्क्रीनशॉट है और दाहिने हाथ की तरफ आउटपुट प्राप्त होगा एक बार जब यह फ़ाइल रासबेरी पाई पर चलती है तो आपको यह याद रखना चाहिए कि यह IOTSRpy फ़ाइल रासबेरी पाई पर रखी गई है और जब आप इस फ़ाइल को रिमोट रूप से चलाते हैं तो यह एक तापमान और आर्द्रता मान उत्पन्न करेगी तो यह क्लाइंट डिवाइस पर होगा क्षमा करें यह सेंसर डिवाइस पर ही होगा जो कि रासबेरी पाई है जिसे हम अभी तक क्लाइंट नहीं कह सकते क्योंकि यह अभी तक नेटवर्क से कनेक्ट नहीं किया गया है अब जब हम इसे नेटवर्क पर जोड़ने का प्रयास करते हैं तो हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बनाते हैं और एक क्लाइंट डिवाइस और एक डेस्कटॉप के बीच संबंध स्थापित करते हैं जो सर्वर डिवाइस के रूप में कार्य करता है और एक बार क्लाइंट से डेटा ट्रांसमिशन शुरू होने के बाद सर्वर में आने और लॉग फाइल में जमा हो जाएगा अब पिछली स्लाइड तक हमने व्याख्यान 2 में इन सभी बातों को विवरण में शामिल किया था तो यहां पर उन लोगों के साथ साथ डेटा प्रोसेसिंग की मूल बातें जैसे डेटा स्प्लिटिंग और फ़िल्टरिंग और डेटा प्लॉटिंग के माध्यम से जाना जाएगा लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आपको डेटा के प्रोसेसिंग की आवश्यकता क्यों है जैसा कि आप कल्पना करते हैं कि आपके पास सैकड़ों और सैकड़ों सेंसर हैं जो तेजी से इस रिमोट सर्वर पर अपना डेटा अपलोड कर रहे हैं इसलिए कुछ उदाहरणों में संभवतः डेटा कर्रप्शन की संभावना है अधूरा डेटा प्रसारित होने की संभावना हो सकती है क्लाइंट के पूरे डेटा भेजने के बावजूद सर्वर के पूरे डेटा को प्राप्त न कर पाने की संभावना हो सकती है तो विभिन्न कारण हो सकते हैं कि डेटा को ठीक से स्वरूपित नहीं किया जा सकता है इत्यादि इसलिए उन मामलों में आपको एक सहज और अच्छी तरह से संरचित डेटा बेस बनाने के लिए डेटा को फ़िल्टर करने की आवश्यकता होती है और डेटा विभाजन के संबंध में क्योंकि आपके पास क्लाइंट से आने वाले कई डेटा होते हैं जो एक csv फ़ाइल के रूप में या यहां तक कि टेक्स्ट फ़ाइल का रूप में संग्रहीत किए जा सकते हैं इसलिए यदि हमें व्यक्तिगत डेटा का उपयोग करने की आवश्यकता है तो हमें इसकी आवश्यकता है मान लीजिए कि आप तापमान रीडिंग आर्द्रता प्राप्त कर रहे हैं शायद गैसों की उपस्थिति प्रकाश की तीव्रता और इत्यादि तो मान लीजिए कि आपके पास एक ही नोड से जुड़े पांच से छह सेंसर हैं और ये डेटा नियमित रूप से एक सर्वर पर अपडेट किए जाते हैं लेकिन आपको केवल इसके लिए तापमान मान तक पहुंचने की आवश्यकता है ऐसा करने के लिए आपको डेटा लॉग पर अपने डेटा को विभाजित करने की आवश्यकता है और एक बार जब यह डेटा विभाजित हो गया है और व्यक्तिगत डेटा एक्सेस किया जा सकता है तो हम इस डेटा को प्लॉट करने के बारे में जा सकते हैं इस डेटा विभाजन के बारे में अब कल्पना कीजिए कि क्लाइंट के डेटा को एक टेक्स्ट फ़ाइल में सहेजा गया है और मानों को एक अल्पविराम द्वारा अलग किया गया है क्योंकि हमने पिछले व्याख्यानों में इसे कवर किया है इसे csv या कोमा सेप्रेटेड वैल्यू फ़ाइल कहा जाता है तो एक अल्पविराम के बजाय आप किसी भी अन्य सीमांकक का उपयोग कर सकते हैं यह अर्धविराम हो सकता है यह बृहदान्त्र हो सकता है यह शायद एक प्रश्न चिह्न भी हो सकता है इससे बचना बेहतर है लेकिन फिर भी तो ये वैल्यू जो आने वाले थे वे स्ट्रिंग h स्ट्रिंग t के रूप में थे इसलिए हमें सर्वर पर इन मूल्यों को अलग अलग h और t के रूप में विभाजित करने की आवश्यकता है तो हम पाइथन के इस मूल इनबिल्ट फ़ंक्शन का उपयोग कर रहे होंगे जिसे स्प्लिट कहा जाता है तो इसे स्ट्रिंग को कई स्ट्रिंग्स में विभाजित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जो विभाजक या सीमांकक के आधार पर हम निर्दिष्ट कर रहे हैं उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हम Sunday MondayTuesday को दिए गए एकल उद्धरणों के भीतर एक डेटा स्ट्रिंग लेते हैं या यह किसी अन्य डेटा स्ट्रिंग को एक सीमांकक द्वारा अलग किया जा सकता है यहाँ पर सीमांकक यह अल्पविराम है जिसे हमने चुना है यह एक अल्पविराम है अब जब हम इस Datasplit फ़ंक्शन को कॉल करते हैं और हम आर्गुमेंट में सीमांकक निर्दिष्ट करते हैं आप देखेंगे कि परिणाम अलग अलग होगा Sunday MondayTuesday हम Sunday MondayTuesday को एक स्ट्रिंग के रूप में डेटा इनपुट करते हैं लेकिन हमें आउटपुट व्यक्तिगत डेटा स्ट्रिंग्स के रूप में मिलता है इसलिए यह बेहतर होगा कि हम थोड़ा सा कार्यात्मक करें तो हमें लगता है कि हमारे डेटा शायद 123 एबीसी सही है तो मैंने एक 123 संख्यात्मक मूल्य दिया है जो मैंने abc वर्णानुक्रमिक मूल्य दिया है और मैंने अक्षर और संख्या दोनों का संयोजन दिया है तो यह मेरा डेटा है आइए देखें कि क्या संग्रहीत हुआ है तो यह संग्रहीत किया गया है इस डेटा वेरिएबल को एक एकल स्ट्रिंग सौंपा गया है जो कि 123 abc xyz12 है अब मुझे इस डेटा को विभाजित करने की आवश्यकता है इसलिए मैं डेटा डॉट स्प्लिटdatasplit का उपयोग करता हूं जो मैंने विभाजक उपयोग किया है वह एक अल्पविराम है आप देखते हैं कि इसे तीन अलग अलग भागों 123 abc और xyz12 में विभाजित किया गया है जिसे आपको याद रखना चाहिए क्योंकि ये अल्पविराम द्वारा अलग किए गए थे तो ये तदनुसार अलग हो गए हैं तो आप स्पष्ट रूप से एक और वैल्यू के लिए जा सकते हैं हमें 123432454abc44 के बराबर डेटा दें इसलिए मैंने कई 4 का उपयोग किया है आइए देखें कि क्या होता है तो यह मेरा डेटा सही है अब मैं अपने विभाजक के रूप में 4 नंबर का उपयोग करूंगा तोआप देखते हैं datasplit मैं सीमांकक के रूप में 4 दे दूँगा तो स्ट्रिंग में 4 की स्थिति के अनुसार आपकी एकल स्ट्रिंग कई सबस्ट्रिंग में टूट गई है और 4 विभाजक स्पष्ट रूप से शामिल नहीं है तो आपके पास 123 है तो आपके पास 32 है तो आपके पास 5 है तो abc है फिर एक खाली है क्योंकि इसमें दो 4 है तो यह एक खाली और फिर rt है तो यह काफी सरल है अब मैटलैब में डेटा प्लॉटिंग के बारे में इसलिए मैटलैब खेद है पाइथन में डेटा प्लॉटिंग के बारे में यह मैटलैब में डेटा प्लॉटिंग के समान है इसलिए यह दोनों मैटप्लोट्लिब नामक एक बहुत शक्तिशाली लाइब्रेरी का समर्थन करता है तो यह मैटप्लोट्लिब लाइब्रेरी आप मैटलैब के साथ साथ python में भी उपयुक्त संस्करण का उपयोग कर सकते हैंअधिकांश फंक्शन थोड़े बहुत बदलावों के साथ लगभग समान हैं लेकिन यह कमोबेश दोनों भाषाओं में समान है तो दो आयामों में प्लॉट करने के लिए मूल कमांड्स हैं आप plot x y लिखते हैं जहाँ आप x एक्सिस और y एक्सिस वैल्यूज़ डालते हैं x लेबल x एक्सिस के लिए प्लॉट पर लेबल प्रदान करता है y लेबल y एक्सिस के लिए प्लॉट पर लेबल प्रदान करता है title पूरे प्लॉट को शीर्षक देता है तो यह एक सैंपल कोड है इम्पोर्ट मैटप्लोट्लिब डॉट पीवायप्लोट import matplotlibpyplot शायद एक वैरिएबल के रूप में और फिर आप इस मायप्लाट डॉट प्लोट myplotplot को कॉल करते हैं आप मानों की एक श्रृंखला देते हैं तब मायप्लाट डॉट वाईलेवल myplotylable आप इसे y अक्ष नाम देते हैं और आप इस प्लॉट को दिखाते हैं इसलिए हम फिर से कह सकते हैं कि हम इस मैटप्लोट्लिब फ़ंक्शन को इम्पोर्ट करते हैं जैसे कि हम कहते हैं कि हम plt हम एक वैरिएबल को परिभाषित करते हैं क्योंकि शायद मैं एक से बीस तक मान की सीमा दे सकता हूं pltplot मैं a pltshow में डालता हूं इसलिए जब मैं यह मूल कोड चलाता हूं तो जो मैंने किया है वह यह है कि मैंने इस मैटप्लोट्लिब डॉट पीवायप्लोट MATPLOTLIBpyplot लाइब्रेरी को इम्पोर्ट किया है मैंने 1 और 20 के बीच कई मानों को निर्दिष्ट करके एक वेरिएबल a को परिभाषित किया है इसलिए यह श्रेणी फ़ंक्शन स्वचालित रूप से मान असाइन करता है आइए देखते हैं कि यह क्या करता है रेंज 1 20 तो यह आपको 1 से 20 के बीच मूल्यों की सीमा प्रदान करेगा अब हम एक फिगर को कॉल करके इस प्लॉटिंग को इनिशियलाइज़ करते हैं इस फिगर के भीतर हम इस वैल्यू को प्लॉट करते हैं जिसका मूल्य होगा जाहिर है y अक्ष के अनुरूप x अक्ष यदि नहीं दिया गया है तो यह स्वचालित रूप से लिया जाता है और show फ़ंक्शन प्लॉट दिखाता है इसलिए एक बार जब हम इस चीज़ को चलाते हैं तो आप देख सकते हैं कि यह प्लॉट जेनरेट किया गया है चूँकि यह 1 2 3 4 से 19 तक की एक रैखिक रूप से बढ़ती हुई रेखा है इसलिए मैं आपको एक सीधी रेखा प्रदान करूँगा जिसमें आप प्लॉट के प्रकार को भी बदल सकते हैं हम कहते हैं किएक सीधी रेखा के प्लॉट के बजाय हमें एक स्कैटर प्लॉट के लिए जाना चाहिए माफ करना बेहतर अभी भी यह अधिक दिलचस्प होगा अगर हम दो मानों को एक वेरिएबल a1 असाइन करते हैं तो इसके लिए हमें इस रैंडम फ़ंक्शन को इम्पोर्ट करना होगा यदि आप देखते हैं कि क्या आपको पिछले व्याख्यानों में से एक याद है तो यह रैंडम फ़ंक्शन भी कवर किया गया था हमें रैंडम फंक्शन को पहले सॉरी शुरू करने और समाप्त करने की आवश्यकता है इसलिए जब भी आप इस विशेष स्पाइडर बेस कंसोल के लिए संदेह करते हैं तब भी वास्तव में इस फ़ंक्शन के सिंटैक्स की जांच कर रहे हैं या आपको दो आर्गुमेंट a और bकी आवश्यकता है हम कहते हैं कि मैं a को 1 b को 20 के रूप में देता हूं और इस पूरी चीज को सीमा में रख देता हूं तो यह मेरी सीमा होगी मैं इसके साथ शुरू करूंगा मैं इसे a1 की लंबाई में बदल दूंगा अगर इसे इन दोनों को एक साथ चलाने पर len द्वारा चिह्नित किया जाता है तो a1 0 से 5 है a 6 है ठीक है क्षमा करें यह केवल बिखरने वाला है तो यह एक बेमेल आकार लगता है तो इस स्कैटर प्लॉट के लिए हम दो आर्गुमेंट लेते हैं एक x के लिए दूसरा y के लिए और हमने X1 के लिए दो फ़ंक्शन का उपयोग किया है हमें संख्याओं के रैखिक रिक्ति की आवश्यकता है इसलिए हमने 1 से शुरुआत की क्योंकि इसमें शामिल नहीं किया जाएगा यह एक एक कदम के साथ के साथ 50 तक जाएगा तो आपके पास 0123456 से 50 तक हैं तो आपके पास x अक्ष पर 50 अंक हैं जहाँ हम numpy लाइब्रेरी मॉड्यूल से एक रैंडम फ़ंक्शन को कॉल करते हैं तो हम इसे np के रूप में numpy इम्पोर्ट करते हैं इसलिए इस numpy मॉड्यूल पर हमें इसकी आवश्यकता नहीं होगी तो nprandomrandom संख्या इसका मतलब है कि यह 50 रैंडम बिंदु उत्पन्न करेगा तो यह मेरी y अक्ष या डेटा बिंदुओं के रूप में कार्य करेगा तो x अक्ष पर मौजूद बिंदुओं के अनुरूप y अक्ष पर समान रूप से रैंडम अंक उत्पन्न होंगे और इसी आंकड़े के भीतर और हमें दिखाते हैं कि जब हम इस चीज को चलाते हैं तो क्या होता है तो आप एक्स अक्ष पर देखते हैं और x अक्ष के अनुरूप आप y अक्ष पर 50 अंक हैं तो आइए हम इसमें कुछ बिट्स जोड़ते हैं यदि आप इस भाग को चलाते हैं तो आपने इस प्लॉट के लिए एक शीर्षक जोड़ा है आप इस स्कैटर प्लॉट के उदाहरण को देखते हैं इसके अतिरिक्त आपके पास pltylabel हो सकता है आपको याद रखना चाहिए कि ये लेबल स्ट्रिंग हैं तो कोटेशन के भीतर होना चाहिए आइए हम रैंडम ढंग से उत्पन्न y लेबल डालते हैं x लेबल को रैखिक रूप से स्थान दिया गया है हमें यह चलाने दें कि आप देखें कि y लेबल रैंडम ढंग से उत्पन्न हो गया है x लेबल को रैखिक रूप से परिवर्तित कर दिया गया है और आप इसमें केवल एक और कमांड जोड़ सकते हैं यदि आप इस कमांड को जोड़ते हैं तो यह दिखाएगा कि यह आपके प्लॉट पर एक ग्रिड को चालू कर देगा तो आपके पास अपने प्लॉट पर एक रैखिक ग्रिड है इसलिए मुझे उम्मीद है कि यह मूल प्लॉटिंग फ़ंक्शन स्पष्ट है तो आपके पास एक सरल प्लॉटिंग है जिसे आप लेबल कर रहे हैं आप इस प्लॉट को दिखाते हैं और अपने सामान्य 2 डी प्लॉट लाइन प्लॉट और स्कैटर प्लॉट के अलावा आपके पास प्लॉटिंग विकल्प की एक विशाल श्रृंखला है आप 3 डी प्लॉट में भी उद्यम कर सकते हैं जो एक ब्राउज़र बेस प्रणाली या विभिन्न प्रकाशन में बहुत अधिक आकर्षक हैं इसलिए यह मूल प्लॉटिंग जो आपने पहले देखी थी अब प्लॉटिंग में उपयोग किए जाने वाले कुछ अन्य फ़ंक्शन इस फिगर को कवर करते हैं यह एक नया फिगर ग्रिड बनाता है जो इसे सक्षम करता है या प्लॉट आयन पर एक एक्सेस ग्रिड को अक्षम करता है जो इंटरैक्टिव प्लॉट मोड है यह आमतौर पर आपके सबप्लॉट के एनिमेशन के लिए उपयोग किया जाता है यह फिगर में एक सबप्लॉट जोड़ता है बंद करें यह वर्तमान figure बंद कर देता हैतितर बितर बिंदुओं की एक स्कैटर प्लाट बनाता है इसलिए यह छोटा प्रयास करेगा इसलिए बेहतर होगा कि हम सीधे इस मॉडल में फिर से जाएं इसलिए यदि आप क्लाइंट साइड के लिए याद करते हैं तो यह सेंसर डेटा मॉड्यूल कमोबेश एक ही है वास्तव में यह सटीक एक ही है क्लाइंट को आईपी एड्रेस की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि हम क्लाइंट से सर्वर तक एक तरह से संचार के लिए लक्ष्य कर रहे हैं इसलिए हम बस सर्वरों के आईपी एड्रेस डालते हैं और उस आवश्यक पोर्ट को जिस पर सर्वर सुन रहा है और ठीक उसी तरह जैसे हम डेटा को h और t के रूप में पैकेजिंग कर रहे हैं और इसे सॉकेट से सर्वर पर संचारित कर रहे हैं अब सर्वर साइड पर हमने एक नया फंक्शन जोड़ दिया है जिसे कवरेज प्लॉट कहा जाता है यह क्या करता है क्या यह एनिमेटेड प्लॉट है जो भी डेटा सॉकेट के ऊपर सर्वर में आने वाला है इसलिए कुछ समय के लिए इस विशेष कार्य को अनदेखा करें तो आइए इस सॉकेट निर्माण पर ध्यान दें तो यह कुछ हद तक पिछले उदाहरणों से मिलता जुलता है यहाँ पर आपका सर्वर एड्रेस सर्वर एड्रेस है और वह विशेष पोर्ट है जो सर्वर सुन रहा है और जब यह सच है कि यह 4096 बाइट्स जंक में डेटा प्राप्त कर रहा हैतो आप डेटा लॉग फ़ाइल को खोलते हैं डेटा को इसमें स्टोर करते हैं और इस प्लॉटिंग फ़ंक्शन को कॉल करते हैं तो इस प्लॉटिंग फ़ंक्शन को बार बार मूल रूप से इस लूप के भीतर कॉल किया जा रहा है इसलिए जब तक आपका डेटा आ रहा है यह प्लॉटिंग फ़ंक्शन चालू रहेगा इसलिए जब उपयोगकर्ता द्वारा सर्वर बंद कर दिया जाता है या क्लाइंट द्वारा उपयोगकर्ता को बंद कर दिया जाता है तो यह प्लॉटिंग फ़ंक्शन बंद हो जाएगा इसलिए और यह I1 इस सामान्य काउंटर को बढ़ाता रहता है जिसे हमने कवरेज प्लॉट में भेजा था कवरेज प्लॉट में वापस आकर यह दो आर्गुमेंट्स स्वीकार करता है एक वह डेटा है जो सर्वर से आता है और I जो काउंटर है अब डेटा को दो भागों आर्द्रता और तापमान के संदर्भ में विभाजित किया जा रहा है इसलिए डेटा को एक सीएसवी प्रारूप में विभाजित करने के बाद तो शून्य एलिमेंट्स को विभाजित करने के बाद आर्द्रता होता है और पहला एलिमेंट्स तापमान होता है तो आपको वास्तव में डेटा का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने की आवश्यकता है जैसे कि क्लाइंट किस प्रारूप में डेटा भेज रहा है और इसी तरह अब यदि आप तापमान को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप केवल तापमान और पुनरावृत्ति संख्या को प्रिंट करते हैं तो आप इंटरेक्टिव प्लॉट मोड को शुरू करते हैं जो आपने संख्या 1 के रूप में दो समान संख्या निर्धारित करते हैं अन्यथा यह हर बार जब कुछ प्लॉट करता है तो नई विंडो बनाता रहेगा 6 6 में विंडो सेट करने के लिए नया यह 8 8 हो सकता है यह उपयोगकर्ता पर निर्भर है कि आप वास्तव में प्लॉट को एक शीर्षक देते हैं आप इसमें एक सबप्लॉट जोड़ते हैं और मूल रूप से आप तापमान बनाम पुनरावृत्ति को प्लॉट करते हैं जो कि सामान्य डेटा प्लॉट के संबंध में है जो भी डेटा हम इसे लेबल करते हैं इसी तरह आर्द्रता वाले हिस्से के लिए भी आप डेटा को i के खिलाफ प्लॉट करते हैं और अंततः डेटा दिखाते हैं और figurecanvasdraw यह पिछले बिंदुओं को अधिलेखित किए बिना इमेज को फिर से दिखाता है तो आपका आउटपुट कुछ इस तरह होगा तो यह रासबेरी पाई पर होगा यह क्लाइंट कोड है और सर्वर की तरफ आपको अपना डेटा मिल जाएगा जैसा कि आपने पिछले व्याख्यान में कवर किया था और जिस प्लॉट के लिए आपको कुछ इस तरह से मिल रहा है लेफ्ट एक तरफ टेम्परेचर प्लॉट दाईं ओर एक आर्द्रता प्लॉट है तो हम प्लॉट को देखते हैं सबसे पहले मैं अपना सर्वर शुरू करूंगा इसलिए यह डेस्कटॉप मैं अपने सर्वर के रूप में कार्य कर रहा हूं इसलिए मैं अपना सर्वर खोलूंगा इसलिए मेरा सर्वर कोड अब चल रहा है अब रिमोट क्लाइंट पर लॉगिन करें और मुझे क्लाइंट कोड चलाने की आवश्यकता है जो पिछले एक के समान है तो एक और बिंदु जो आपको नोटिस करने की आवश्यकता है मान लीजिए कि आपके पास 100 क्लाइंट हैं तो आपको प्रत्येक क्लाइंट को अपडेट करने की आवश्यकता नहीं है भले ही आपको कुछ मामूली समायोजन की आवश्यकता हो कुछ मामूली समायोजन करें तो आप सर्वर के अंत में एक इकलौते स्रोत कोड या एक इकलौते स्क्रिप्ट फ़ाइल को अपडेट कर सकते हैं और यह आपके बहुत समय के साथ साथ बहुत सारे प्रयासों को बचाएगा तो मैं इस क्लाइंट कोड को चलाऊंगा clientpy तो आप देखते हैं कि क्लाइंट ने डेटा भेजना शुरू कर दिया है और सर्वर की ओर से यह डेटा प्राप्त कर रहा है यह एक नया जोड़ है यह पुनरावृत्ति संख्या तो यह बाएं हाथ की तरफ बढ़ता रहता है प्लॉट पर तापमान को दर्शाता है दाहिने हाथ की तरफ आर्द्रता को दर्शाता है यह शायद इस चीज को फिर से प्लॉट पर चलाने से रोक देगा इसलिए इस प्रोग्राम डेटा को रोकने के बाद भी देखें जो पहले संग्रहीत किया गया था तो 755 और 76 के बीच बहुत भिन्नता है इसलिए यह परिवर्तन दे रहा है जहां तापमान कम या ज्यादा स्थिर है इसलिए तापमान को थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करेंगे और आप प्लॉट को बदलते हुए देख सकते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब तापमान के बिन्दु में वृद्धि हुई है और तापमान में वृद्धि हुई है और आर्द्रता में भी बदलाव हुए हैं अब हमें इसके ठीक होने का इंतजार करना चाहिए अब आप फिर से तापमान को धीरे धीरे बाईं प्लॉट पर नीचे आने की सूचना दे सकते हैं लाल प्लॉट आप देख सकते हैं कि तापमान धीरे धीरे चरणों में नीचे आ रहा है इसलिए यह सामान्य कमरे के तापमान मूल्य तक पहुंचने तक नीचे आता रहेगा तो अब हमें क्लाइंट प्रोग्राम को बंद करने दें क्लाइंट प्रोग्राम को मैन्युअल रूप से बंद कर दिया गया है और यह डेटा लॉगिंग बंद हो जाती है इसलिए एक और बात जो आप नोटिस करते हैं वह पिछले उदाहरणों में आपके तापमान आर्द्रता के मूल्यों में समवर्ती रूप से आ रही थी अब इस एक में जब से हमने इन भागों में डेटा को इन भागों में फैलाया है तो हमारे पास एक अलग तापमान घटक और पुनरावृत्ति संख्या और एक अलग आर्द्रता घटक है जो एक ही डेटा लॉग में सहेजा गया है डेटा लॉग अभी भी वही है केवल स्क्रिप्टिंग भाग बदल गया है तो यह चीज़ आपके प्रयास को बचाने में मदद करेगी कि आपको क्लाइंट को व्यक्तिगत रूप से कोड करने की आवश्यकता नहीं है इसलिए यदि एक बार आपके क्लाइंट को कोड कर दिया गया है और फील्ड पर तैनात किया गया है अगर आपको बदलाव करने की आवश्यकता है तो अपनी आर्किटेक्चर को इस तरह से डिज़ाइन करें कि केवल सर्वर को बदलने से आपको सर्वर पर केवल स्क्रिप्ट बदलने में मदद मिलेगी जिससे आपको अपना संपूर्ण कार्यान्वयन और कार्यक्षमता बदलने में मदद मिलेगी इसलिए मुझे आशा है कि यह आपके लिए कुछ मूल्य थे